PV पैनल एक DC DC कनवर्टर से जुड़ा है और DC DC कनवर्टर आउटपुट R0 से जुड़ा हुआ है जैसा कि दिखाया गया है यहां बीच में एक स्विच है इससे पहले बफर कैपेसिटर को रखते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं और यह स्विच है जिसे अब हम इंक्लूड करेंगे स्विच का नाम S है और इसमें दो थ्रो सिंगल पोल डबल थ्रो हैं थ्रो ए और थ्रो बी जब स्विच S थ्रो बी से कनेक्टेड है तब यह नॉरमल ऑपरेटिंग कंडीशन है PV पैनल DC DC कन्वर्टर के द्वारा लोड को पावर दे रहा है जब स्विच S थ्रो A से जुड़ा होता है थ्रो बी खुला होता है और जो भी एनर्जी इस बफर कैपेसिटर में डाली जाती है वह लोड को ड्राइव करेगी और इस रेजिस्टेंस के चारों तरफ यह रजिस्टेंस सेसं रजिस्टेंस है यह एक हाई वैल्यू रजिस्टेंस है तो इस रजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज के लगभग बराबर होगा और यही ठीक समय है जब इसे सैंपल् किया जाना चाहिए और ओपन सर्किट वैल्यू के रूप में लिया जाना चाहिए तो यही हम इस सेंपलिंग मेथड में करेंगे तो हम इस रेसिस्टर को Rsa कहेंगे और हम इसके पोटेंशियल का सैंपल लेंगे यदि स्विच जुड़ा नहीं है यहाँ यह B से जुड़ा है तो यह पोटेंशियल 0 होगा यह स्विच A से जुड़ा हुआ है तो यह voc वैल्यू होगी चलिए हम एक सैंपल और होल्ड सर्किट कनेक्ट करें तो सैंपल और होल्ड सर्किट का आउटपुट voc होगा और जहां यह आपको vT मिलता है इस बफर कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज जैसा कि वास्तविक एरे देगा तो आइए हम उसे अन्य सैंपल और होल्ड से गुजारते हैं हमें vT एक टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा जो कि एरे से एक्सपेक्टेड है अब जब यह स्विच B A से जुड़ा होगा और जब यह B से जुड़ा होगा और कब तक जुड़ा होगा आइए हम एक टाइम एक्सेस T खींचते हैं और मैं टिक मार्क करूंगा ऐसा कहते हैं और मुझे एक रैक्टेंगुलर पल्स रखने दें और इस पल्स के दौरान यह स्विच इनेबल होगा और A से जुड़ा होगा तो इस समय के दौरान यह सैंपल औरहोल्ड सर्किट voc के लिए इनेबल और प्रभावी है और अगली बार निश्चित समय बीत जाने के बाद आप इसे एक बार फिर से दोहराएंगे और इसी तरह यह जारी रहेगा तो यह पल्स अवधि जिसके दौरान शेडेड पल्स अवधि के दौरान जोकि S है A से जुड़ा हुआ है सैंपल voc बहुत छोटा है ताकि यहां पर्याप्त चार्ज हो और बी पर PV पैनल के डिस्कनेक्शनको लोड मिस नहीं करता है तो सामान्य तौर पर यह समय अवधि का ऑर्डर एक माइक्रो सेकंड या दसियों माइक्रो सेकेंड का होता है और यह अवधि ज्यादातर समय जब S को B से जोड़ा जाता है तब यह अवधि बहुत अधिक होती है यह सेकंडस का ऑर्डर भी होता है तो यही सेक्शंस का क्रम होगा इसलिए आप देखेंगे कि यह स्विच एक ड्यूटी साइकिल ds द्वारा नियंत्रित किया जाता है और फिर यह ds एक सेकंड से एक माइक्रो सेकंड है जोकि10 6 है इसलिए यह एक बहुत ही छोटा ड्यूटी साइकिल है तो हम voc का मान प्राप्त करेंगे और फिर यदि हो जाता है तो फिर ADC के माध्यम से इसे पास किया जाता है तो इसे डिजिटल डोमेन में ले जाया जा सकता है और इस बफर कैपेसिटर की उपस्थिति के कारण इस बहुत छोटी अवधि के दौरान जब S B से जुड़ा नहीं है बफर कैपेसिटर लोड को सप्लाई करेगा अब इसे वोल्टेज सैंपलिंग मेथड कहा जाता है इसलिए एक बार जब voc और vT का सैंपल लिया जाता है तो मूल रूप से अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त करने के लिए कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम वही होगा जिसकी हमने वोल्टेज स्केलिंग के साथ रेफरेंस सेल मेथड में चर्चा की थी आइए हम करंट सैंपलिंग को भी देखते हैं इसलिए वोल्टेज सैंपलिंग की की तरह हमें DC DC कनवर्टर बफर कैपेसिटर से जुड़े एक PV पैनल की जरूरत है और फिर इस तरह के लोड से जुड़ा हो तब हमारे पास एक स्विच है अब यह स्विच जब यह A से जुड़ा हुआ हो तो हम रेसिस्टर का उपयोग नहीं करते हैं अब हमने केवल शॉर्ट सर्किट किया इसलिए जब S A से जुड़ा होता है तो पैनल शार्ट सर्किटेड होता है तो आप किसी भी करंट को यहां मापेंगे वह आपको शॉर्ट सर्किट करंट देगा तो हम कहते हैं कि मैं उस करंट को एक हॉल सेंसर से मेजर करके एक सैंपल और होल्ड के द्वारा पास करता हूं जो वैल्यू मुझे वहां मिलेगी वह ISC होगी उस समय की शॉर्ट सर्किट करंट उस समय में जो भी इन्सुलेशन होगा उसके लिए अब यदि आपको टाइम पैनल करंट पाना है तो मैं यहां सेंस कर सकता हूं और इसे एकएवरेजर से पास कर सकता हूं और मुझे iT मिल जाएगा अब यदि आप देखते हैं तो समान समय को करंट सैंपलिंग मेथड के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि एक माइक्रो सेकेंड के लिए S A से जुड़ा है और एक माइक्रो सेकंड के लिए PV पैनल शॉर्ट सर्किटेड है और जो करंट मापा सैंपल और होल्ड किया गया है वह उस समय की ISC वैल्यू होगा तब इसे रिलीज किया गया है और लोड कनेक्टेड है और अधिकांश समय के लिए यहां जो बह रहा है वह iT होगा और उस एक माइक्रो सेकंड टाइम के लिए जोकि इस सर्किट द्वारा यहां कैप्चर किया गया है वह ISC है इसलिए जब आप इसे एवरेजर की तरह से पास करते हैं तो यह इसे बराबर करेगा कि इस एक माइक्रो सेकंड के लिए अप्राकृतिक शॉर्ट सर्किट करंट इससे फ्लो होगा तो आप इसे प्रभावी रूप से प्राप्त करेंगे क्योंकि इसका ड्यूटी साइकल बहुत कम होगी इसलिए आप प्रभावी रूप से IT प्राप्त करेंगे क्योंकि अधिकतर समय यहां जो बह रहा है वह एवरेज IT होगा तो इसे करंट सेंपलिंग मेथड कहा जाता है एक बार जब आप करंट का सैंपल ले लेते हैं तो ब्लॉक स्कीम अनिवार्य रूप से वैसी होती है जैसी कि हमने रेफरेंस सेल में चर्चा की हैं सिवाय इसके कि यह अब नहीं है ISC सैंपल और होल्ड से आ रहा है iT यहां फिर से एक और ब्लॉक से आ रहा है जो कि एक एवरेजर ब्लॉक है इसलिए जो iT और ISC यहाँ दिया गया है ठीक ढंग से स्केल करने से आपको Im मिलता है और फिर अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोल एल्गोरिदम का काम करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि रेफरेंस सेल करंट सेंपलिंग मेथड में हमने चर्चा की थी